नमस्ते और इस मैनुफेक्चुरिंग सिस्टम टेक्नालजी भाग दो मॉड्यूल 7 में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने गुणवत्ता हानि के बारे में प्रमुख तरीके से बात की थी और देखा था कि दो अलग अलग मामलों के अध्ययन के साथ महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है जहां एक मामले के अध्ययन में हम बोल्ट की अल्टिमेट शियर स्ट्रेन्थ के आधार पर दो उत्पादों के बीच चयन करने की कोशिश करते हैं जो रोटर प्रणाली का समर्थन करेगा दूसरा मामला एक स्वचालित हस्तांतरण में गियर के बिंदु बदलने से संबंधित था जहां कारख़ाना की गुंजाइश को डिजाइन करने के लिए ट्रक संचालक द्वारा संचालक के आराम क्षेत्र को ध्यान में रखा गया था इसलिए वे दोनों चित्रण थे जहां गुणवत्ता हानि का उपयोग रणनीति प्रबंधन अधिकार के चयन के लिए एक आधार के रूप में किया गया था जो उस स्थिति पर लागू हुआ आज हम विशेष रूप से उत्पादों और प्रक्रियाओं के इस मजबूत डिजाइन दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा और चर्चा करने जा रहे हैं हालाँकि प्रणालीगत स्तर भिन्न हैं जिससे इंजीनियर तंत्र से संबंधित गुणवत्ता के मुद्दों का अध्ययन किया जा सकता है तो डिजाइन कैसे मजबूती पेश की जा सकती है इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं तो मजबूत डिजाइन एक उत्पाद या प्रक्रिया को डिजाइन करने से संबंधित एक दृष्टिकोण है जो डिजाइन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्रदर्शन परिवर्तन में कमी पर जोर देता है जो परिवर्तन के स्रोतों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है तो यहाँ उदाहरण के लिए एक इंजीनियरिंग प्रणाली है और विभिन्न कारक हैं जो इन इंजीनियरिंग प्रणाली पर लागू होते हैं तो निविष्ट कारक को संकेत कारक के रूप में भी जाना जाता है जो सब मिलकर तंत्र का निर्भर उपयोगकर्ता है और संकेत कारक के कारण इंजीनियरिंग तंत्र एक विशेष प्रकार के निर्गम के लिए प्रतिक्रिया देता है जिसे इंजीनियर तंत्र देता है इसलिए निर्गम स्तर में परिवर्तनशीलता की निगरानी महत्वपूर्ण है जब तंत्र डिजाइन किया जाय और जाहिर है प्रतिक्रिया मूल्य के साथ साथ भिन्नता उन न ध्वनि कारकों से बहुत अधिक प्रभावित होगी जो शायद नियंत्रण से परे हैं वे बेकाबू हैं और उदाहरण के लिए तापमान में परिवर्तन आर्द्रता में परिवर्तन इस तरह की चीजें अगर प्रक्रिया मे एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होती है तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं या नियंत्रण कारक जहां इंजीनियर प्रणाली से संबंधित कुछ नियंत्रण पहलुओं को बदलकर हम प्रतिक्रिया स्तर को कम से कम निर्गम में भिन्न करने में सक्षम हो सकते हैं और इन नियंत्रण कारकों के आधार पर भिन्नता को काफी हद तक बदला जा सकता है इसलिए हम गुणवत्ता की विशेषता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन साथ ही हम उत्पादों की कार्यात्मक विशेषताओं में भिन्नता को कम करना चाहते हैं और यह आमतौर पर इसलिए है क्योंकि हम इस विशेष उत्पाद के साथ एक न्यूनतम गुणवत्ता हानि उठाना चाहते थे और उत्पादों की गुणवत्ता की विशेषता के विचरण में लक्ष्य बड़े और चर से प्रभावित होते हैं जिन्हें नियंत्रणीय कारकों और अनियंत्रित कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बेकाबू कारक हैं ये ध्वनि कारक जिन्हे यहाँ सचित्र किया गया है बेकाबू कारक कई हो सकते हैं जैसे कि मैं शायद बाद में अधिक विवरण में वर्णन करूंगा यह उपयोगकर्ता से संबंधित हो सकते है या यहां तक कि उत्पाद के डिजाइनिंग से जुड़े कुछ कारकों के डिजाइनरों की पसंद से संबंधित भी हो सकते है तो हम नियंत्रणीय कारकों को देखते हैं वास्तव में नियंत्रणीय कारक क्या हैं वे ऐसे कारक हैं जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है जैसे सामग्री का चुनाव उदाहरण के लिए मोल्ड का तापमान मशीन के उपकरण पर काटने की गति आदि ये कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में संचालक के सीधे नियंत्रण में हैं या कुछ हद तक डिज़ाइनर के जैसे इस तरह के संचालन की चीजों के उदाहरण के लिए प्रक्रिया सीमा डिज़ाइन करते हैं तो बड़े और नियंत्रणीय कारक दो तरह के होते हैं इसलिए नियंत्रण कारकों को वास्तव में उन कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता या उत्पाद के संचालक द्वारा सीधे नियंत्रित होते हैं और फिर डिजाइनर द्वारा नियंत्रित कारक भी हैं हम विशिष्ट उदाहरण के मामलों द्वारा सभी इंजीनियरिंग प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे जहां हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन से कारक नियंत्रण हैं जिन्हें हम संचालक के उपयोग द्वारा आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और कौन से कारक वास्तव में जो इस तरह के उत्पाद डिजाइनर के दायरे में हैं इसलिए उदाहरण के लिए जब हम किसी इंजीनियरिंग प्रणाली को देखते हैं तो कहते हैं कि एक संकेत कारक है जो उस प्रणाली के लिए निविष्ट प्रतिक्रिया है जो उपयोगकर्ता या तंत्र के लिए संचालक द्वारा दी गई है और जाहिर है इस निविष्ट प्रतिक्रिया के कारण निर्गम प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसे प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है और सवाल उस प्रतिक्रिया के स्तर को नियंत्रित करने या उस प्रतिक्रिया के निर्गम स्तर में परिवर्तनशीलता के बारे में है जिसे संकेत कारक कहा गया है और इसलिए कई नियंत्रणीय और ध्वनि कारक हैं जो उस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं लेकिन इस संकेत के असल जन्मदाता इंजीनियर तंत्र की कार्य क्षमता से जुड़े होंगे वह स्वयं उपयोगकर्ता या संचालक ही है तो संकेत कारक स्पष्ट रूप से नियंत्रणीय कारक हैं और यह संकेत है कि वास्तव में संकेत कारक एक निश्चित लक्ष्य प्रदर्शन प्राप्त करता है या फिर कुछ उत्पादन योग्य रूप से इच्छित उत्पादन को व्यक्त करता है जिसे आप इंजीनियर प्रणाली की कुछ परिवर्तनशीलता के साथ जानते हैं तो उदाहरण के लिए आप कार संचालक हैं और आप कार को निश्चित दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो जाहिर है आप अपने चालनचक्र को चालू कर देंगे और चालनचक्र मूल रूप से यह संकेत कारक है जिसे आप तंत्र में भेज रहे हैं जो कार बना रहा है या जो कार को दाहिना मोड़ लेने में सक्षम कर रहा है तो जाहिर है जो कोण आपको अपनी चालन इच्छा को स्थानांतरित करता है वह कोण है जिसपे कार वास्तव में मुड़ती है और वह काफी अलग है और इसलिए अंत में संकेत कारक का लाभ या विस्तारण होता है जिसके परिणामस्वरूप तंत्र वगैरह के रिस्पांस की निर्गम प्रक्रिया मिलती है इसलिए अगर मैं यह समझना चाहता हूं कि यह एक इंजीनियरिंग प्रणाली है तो यहां संकेत कारक उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न चालनचक्र का कोणीय मोड़ है और तंत्र की प्रतिक्रिया वास्तव में डिग्री की मात्रा है जिससे कार अपने पथ को रैखिक रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम है तो इससे आप पता लगते हैं कि संचालकों या उपयोगकर्ताओं के क्षेत्र में अधिक नियंत्रणीय संकेत कारक क्या है उदाहरण के लिए संकेत कारक के अन्य उदाहरण हो सकते हैं रेफ्रिजरेटर में यदि आप तापमान नियंत्रण घुंडी को तापमान के एक निश्चित स्तर तक ले जाना चाहते हैं और जाहिर है जो भी स्थिर माप है उसके आधार पर तापमान में गिरावट होने वाली है तो जो संकेत आप पैदा कर रहे हैं वह है नोब का मुड़ना जो वास्तव में एक निश्चित स्तर पर मान निर्धारित कर रहा है और निश्चित रूप से रेफ्रिजरेटर का निर्गम समय है और यह समय उस विशेष तापमान मान पर आ जाएगा जब प्रणाली की प्रतिक्रिया संकेत के आधार पर होगी जो आप घुंडी को मोड़ने के संदर्भ में उत्पन्न कर रहे हैं इसी तरह अन्य चीजें हैं जैसे उदाहरण के लिए रिमोट कंट्रोल जब आप टेलीविज़न की आवाज़ या चमक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मूल रूप से रिमोट कंट्रोल से संकेत उत्पन्न कर रहे हैं और यह वास्तव में स्क्रीन पर प्रभाव आवाज़ में वृद्धि के संदर्भ में होता है या इस संकेत कारक से जुड़ी चमक या इसके विपरीत परिवर्तन के संदर्भ में जो आप रिमोट के माध्यम से उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए किसी भी इंजीनियरिंग प्रणाली को उत्पन्न उपयोगकर्ता के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है संचालक ने संकेत कारक और उस तंत्र की प्रतिक्रिया या निर्गम उत्पन्न किया तो यह पहला सिद्धांत है जिसका तंत्र के निर्गम की गुणवत्ता या प्रदर्शन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण देने के लिए किसी भी इंजीनियरिंग प्रणाली का एहसास करने के लिए पालन करना चाहिए तो आइए हम उन कारकों पर ध्यान दें जो डिजाइनरों द्वारा नियंत्रित होते हैं हमने पहले भी उन कारकों का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया था जो संचालक या उपयोगकर्ता द्वारा सीधे नियंत्रित किए जाते हैं तो मुख्य रूप से तीन अलग अलग प्रकार के ऐसे कारक हैं जो श्रेणी एक में आते हैं जिसे परिवर्तनशीलता नियंत्रण कारक ठीक कहा जाता है वे आपके द्वारा ज्ञात प्रतिक्रिया में परिवर्तनशीलता को प्रभावित करते हैं और आप उन्हे परिवर्तनशीलता नियंत्रण कारक कह सकते हैं उदाहरण के लिए एक नियंत्रण परिपथ में एक ट्रांजिस्टर होता है और एक एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर के लिए भी परिपथ खुरजा हुआ होता है इसलिए यदि आप लाभ विद्युत दाब को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ट्रांजिस्टर की निर्गम प्रतिक्रिया भी तदनुसार बदलती है तो यदि विद्युत दाब का लाभ कारकों को बढ़ाता है तो प्रतिक्रिया का निर्गम विद्युत दाब अधिक हो जाएगा और यह एक अलग सीमा पर जांच करेगा तो इसे परिवर्तनशीलता नियंत्रण कारक कहा जाता है तो ट्रांजिस्टर से हासिल की जा सकने वाली विद्युत दाब की निर्गम सीमा थोड़ी अधिक होती है यदि इस विशेष मामले में विद्युत दाब लाभ अधिक है यदि निर्गम सीमा में विद्युत दाब कम होता है तो इसके तहत ट्रांजिस्टर संचालित होता है और वह सीमा कम हो जाती है मैं अगले उदाहरणों में बारीकी से वर्णन करने जा रहा हूं जो विशेष रूप से तागुची के बारे में बात करते हैं जब लाभ को बदलता है और देखता है कि प्रतिक्रिया में परिवर्तनशीलता क्या है अन्य महत्वपूर्ण कारक जो डिजाइनरों के नियंत्रण में हैं उन्हें लक्ष्य नियंत्रण कारक कहा जाता है और ये तथाकथित कारक हैं जिन्हें उपयोगकर्ता निविष्ट संकेत और प्रतिक्रिया के बीच वांछित कार्यात्मक संबंध प्राप्त करने के लिए आसानी से समायोजित किया जा सकता है उदाहरण के लिए चलिए चालनचक्र और ग्राहक जो कार का ड्राइवर है के मामले में वापस आते हैं अब अगर वह वास्तव में कोण द्वारा चालनचक्र को बदल देता है तो जाहिर है कि कार का कोणीय मोड़ बहुत ही उचित होगा और डिजाइनर गियर अनुपात देकर एक अतिरिक्त कारक दे सकता है जहां चालन तंत्र कुछ गियर अनुपात के साथ ऑटोमोबाइल संचालक द्वारा दिए गए संकेत को बढ़ा सकता है जो कि कार के अधिकारियों के समग्र कोण के संदर्भ में चालनचक्र का कोणीय मोड़ है वह गियर अनुपात है जिससे रैकपिनियन असेंबली चलती है जो चालनचक्र के कोणीय रोटेशन के आधार पर कार को दाएं या स्टीयर बाएं चलाने में सक्षम करेगी यह फिर से एक डिजाइनर का नियंत्रण क्षेत्र है और डिजाइनर गियर अनुपात या इसके विपरीत बहुत संवेदनशील चालन दे सकते हैं तो यह फिर से लक्ष्य नियंत्रण कारक है इसलिए एक बार जब आप एक सीमा देने वाली परिवर्तनशीलता के स्तर को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप यह भी नियंत्रित करते हैं कि इंजीनियरिंग तंत्र की निर्गम प्रतिक्रिया कितनी जल्दी एक निश्चित स्तर को प्राप्त करती है जैसा कि कार चालन के मामले में आपने पहले ही देखा था कि यह लक्ष्य नियंत्रण कारक कहलाता है और अंत में कुछ अन्य कारक हैं जिन्हें डिजाइनर के तटस्थ कारकों के रूप में भी जाना है और उन्हें तटस्थ क्यों कहा जाता है क्यूंकि वे वास्तव में प्रतिक्रिया में परिवर्तनशीलता की औसत प्रतिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं तो या तो निर्गम स्तर प्रभावित नहीं होता है या निर्गम स्तर की परिवर्तनशीलता भी इन विशेष मामलों में प्रभावित नहीं होती है इसलिए उन्हें तटस्थ कारकों के रूप में जाना जाता है और जाहिर है यह तटस्थ कारकों को जानने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मूल रूप से उन कारकों के स्तर को बदल सकते हैं जो कि कुल लागत की बचत करने के लिए डिज़ाइन में अनजाने में डाले गए हैं और जो वास्तव में निर्गम स्तर या परिवर्तनशीलता से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी यह कुछ अन्य कारणों के कारण डिजाइन में मौजूद है उदाहरण के लिए अनजाने में उत्पादों की डिजाइनिंग से अधिक पुनरावृत्ति प्रक्रिया जिसके माध्यम से डिजाइन किया जाता है और अगर इस तरह के कारकों को अलग किया जा सकता है तो ऐसे कारकों को समाप्त भी किया जा सकता है तो जाहिर है किसी भी तरह की लागत की बचत कर सकते हैं और यह उत्पाद को सबसे किफायती स्तर पर संचालित करने में मदद कर सकता है वे तटस्थ कारक हैं इसलिए हम इन कारकों में से कुछ को एक यथार्थवादी अर्थ में पहचानने की कोशिश करेंगे संभवतः अगले व्याख्यान में जहां मैं आपको ट्रांजिस्टर लाभ या ट्रांजिस्टर सर्किट का एक उदाहरण दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वास्तव में लक्ष्य नियंत्रण कारकों को कैसे बदल सकते हैं इस तरह के एक सर्किट में चर नियंत्रण कारकों में अब हम इस मॉड्यूल को समाप्त करना चाहते हैं धन्यवाद